इसलिए पहले के मॉड्यूल में हमने नीड एसेसमेंट के बारे में चर्चा की है और नीड एसेसमेंट में हमने ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस पर्सन एनालिसिस और टास्क एनालिसिस के बारे में बात की है और उसके आधार पर हम किसी नतीजे पर पहुँचे हैं हाँ इससे पहले कि हम प्रशिक्षण के लिए जाएँ हमें नीड एसेसमेंट की पहचान करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और हमें यह उचित ढंग से साबित करना होगा कि शायद संगठन की आवश्यकता के अनुसार शायद कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार या किसी विशेष कार्य या स्थिति के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी अब यहाँ मैंने टास्क इवोल्यूशन को नीड एसेसमेंट की पद्धति के पहले भाग के रूप में लिया है नीड एसेसमेंट के तरीकों में जैसा कि हम पहले मॉड्यूल में टास्क एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे टास्क एनालिसिस में जब कोई जब कई कार्यों की संख्या को इकट्ठा करते हैं तो वे नौकरी में परि वर्ति त हो जाती हैं इसलिए जब हम किसी विशेष नौकरी के लिए जाते हैं तब जॉब एनालिसिस सबसे पहले की जाती है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जॉब एनालिसिस प्रश्नावली के माध्यम से हो सकती है शायद निगरानी के माध्यम से हो सकती है शायद किसी विशेष दस्तावेज़ के आधार पर किसी लिखित दस्तावेज़ के माध्यम से हो सकती है तो उस पर जॉब को एनालाइज किया जाएगा जॉब एनालिसिस हमें बताएगा कि नौकरी का नेचर क्या है चाहे वह टेक्निकल जॉब या नॉन टेक्निकल जॉब हो स्किल्ड जॉब या सेमी स्किल्ड जॉब या एक अनस्किल्ड जॉब हो यह सभी अलग स्तर की मैनेजमेंट की विभिन्न परतें हैं जिनका जॉब एनालिसिस किया जाएगा जब हम जॉब एनालिसिस पूरा करते हैं तब जॉब एनालिसिस हमें जॉब डिस्क्रिप्शन देगा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन यह बताता है कि इस विशेष कार्य को करने के लिए किस प्रकार के ज्ञान कौशल दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी हम विभिन्न विज्ञापनों का उदाहरण देकर समझाएं इसलिए जब भी किसी विशेष नौकरी के लिए कोई विज्ञापन आता है वह नौकरी के बारे में बात करता है कि उस विशिष्ट प्रकार की नौकरी के लिए कितने वर्ष का अनुभव चाहिए फिर व्यक्ति को इन विशेष कौशल का ज्ञान होना चाहिए उसे अन्य कर्मचारियों से काम लेने में सक्षम होना चाहिए नेतृत्व की स्थिति नौकरी है उस स्थिति में आप पाएंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब का वर्णन करता है और जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस पर आधारित होता है और जब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस तैयार हो जाता है तब जॉब एनालिसिस में हम जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन का यह अर्थ है कि आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए किसी विशेष नौकरी के लिए और इसीलिए यहां पर जॉब स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता है और यह जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया को पूरा कर देगा एक बार जब हम जॉब एनालिसिस को जान जाते हैं तो हम जॉब इवोल्यूशन कर सकते हैं और यह जॉब इवोल्यूशन है मैंने संकलित किया है कि जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवोल्यूशन प्रशिक्षण की नीड एसेसमेंट का एक तरीका है जॉब इवोल्यूशन क्या है यह एक संगठन में नौकरी के सापेक्ष महत्व को निर्धारित करने का एक साधन है इसलिए जैसे अगर हम मैन्युफैक्च रिंग इंडस्ट्री के लिए जाते हैं तो उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण काम बन जाता है यदि हम होटल इंडस्ट्रीज के लिए जाते हैं तो शेफ के लिए जाते हैं तो शेफ जॉब बहुत महत्वपूर्ण काम बन जाती है जब हम एफएमसीजी कंपनियों के लिए जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहां एक मा र्के टिंग टास्क है जो मार्के टिंग एंड सेल्स जॉब बन जाता है वे बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं फिर हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए जाते हैं वहां डॉक्टर की जॉब पाते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण काम है इसे प्रशिक्षण का सापेक्षिक महत्व कहा जाता है अब उस स्थिति में यह है यदि इस विशेष नौकरी के सापेक्ष महत्व बहुत अधिक है तो ठीक है वह जॉब इवोल्यूशन बहुत अधिक वेटेज प्रशिक्षण को देता है अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सबसे अंत में आती हैं यह कैसे संरचित किया गया है यह किस स्थिति में संरचित किया जा रहा है जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का स्तर क्या है अगर हम अलग अलग स्तरों से जाते हैं तो वहां और फिर इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जहां उसे जाना है उसे देखना होगा इसलिए विशेष नौकरी की रेलीवेंस के अनुसार वे संरचित तरीके से और क्रमबद्ध और सुसंगत तरीके से महत्वपूर्ण होंगे जो जॉब कॉन्टेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कनटेक्स्ट को ध्यान में रखते हैं अब इस पर्टिकुलर टास्क में एक पर्टिकुलर कॉन्टेंट होगी इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम इन विशेष नौकरी के पदों के बारे में बात करते हैं तो इन जॉब्स के पदों पर ध्यान देना होगा कि ये पर्टिकुलर टास्क कैसे हैं जो एक संरचित तरीके से और प्रासंगिक तरीके से महत्वपूर्ण हैं वहाँ अब यह न केवल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है चाहे यह मैन्युफैक्च रिंग इंडस्ट्री हो या यह एक सर्वि स इंडस्ट्री है या यह एक होटल इंडस्ट्री है या यह एक फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री है साइंटिस्ट जॉब हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं अब जॉब इवोल्यूशन एक इनपुट देता है लोगों व्यक्ति और बाजार पर निर्णय लेने के लिए जब भी हम जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो जॉब्स जो कुछ भी है और यह बाजार से कैसे संबंधित है और यह व्यक्ति के साथ कैसे संबंधित है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति और बाजार जॉब के नेचर के साथ जुड़े हुए हैं ये विशेष रूप से जुड़े हैं जो बहुत मजबूत तरीके से जॉब इवोल्यूशन की प्रक्रिया का निर्माण करेंगे जॉब इवोल्यूशन श्रेणीबद्ध आदेश या भूमिका प्रदान करता है जो कि जॉब के आधार पर बाजार के आधार पर व्यक्ति के आधार पर होता है और जो किसी विशेष नौकरी की क्रम भूमिकाओं को श्रेणीबद्ध करेगा यह कैसे क्रम में श्रेणीबद्ध करता है कि यह हम देखेंगे नौकरी में सापेक्ष मूल्य यह निर्धारित करती है कि ऐसी जॉब्स के लिए उचित वेतन क्या होना चाहिए यह बहुत रोचक है वह यह है कि जब आप किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन या डिजाइन कर रहे हैं तो जॉब्स की नेचर क्या है और जॉब क्या है और उस विशेष जॉब के लिए उचित वेतन क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए जब भी हम बहुत अधिक भुगतान वाली जॉब्स के बारे में बात करते हैं और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो यह सफल बन जाता है मैं एक उदाहरण का देना चाहूंगा श्रीराम समूह का उदाहरण बहुत सरल है जब मैं श्रीराम समूह में काम कर रहा था और यह एक एग्रो टेक इंडस्ट्री थी और फिर श्रीराम एग्रो टेक इंडस्ट्री में एक प्रथम श्रेणी के बॉयलर अटेंडेंट थे वे संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उस मामले में अगर हमें जॉब की एक विशेष नेचर की आवश्यकता होती है तो श्रमिकों के बीच यह अत्यधिक टेक्निकल और स्किल जॉब है और फिर तदनुसार उचित वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए ऐसी जॉब के लिए बहुत उचित वेतन होना चाहिए अब अन्य कर्मचारी श्रमिक जो उस विशेष कारखाने में काम कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना है इन विशेष विशिष्ट टेक्निकल नेचर के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जैसे और प्रशिक्षण जो मशीन ऑपरेटरों के लिए प्रदान किया जाना है प्रशिक्षण सहायकों के लिए प्रदान किया जाना है इन सभी बिंदु ओं को ध्यान में लेना है जॉब इवोल्यूशन को ध्यान में रखा जाना है जॉब इवोल्यूशन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यह जॉब एनालिसिस के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए एक जॉब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक व्यवस्थित तरीका यही है कि आप जॉब एनालिसिस कैसे करते हैं अब आप देखते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर संगठन के लिए एक बहुत अच्छा एच आर मैनुअल होना चाहिए इसलिए प्रत्येक काम चाहे वह जॉब के एक नियमित नेचर के बारे में हो जॉब का एक अस्थायी नेचर है जॉब एक वर्ष में एक बार होती है फिर इस प्रकार की नौकरियां उन्हें जॉब एनालिसिस में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति को बहुत कम समय की आवश्यकता हो सकती है जॉब के नेचर के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता हो सकती है लेकिन उस स्थिति में भी उस विशेष समय अवधि के लिए उसकी भूमिका और भी महत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तो उस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह एक जॉब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक व्यवस्थित तरीका है जिसे ध्यान में रखा जाना है और समाप्त उस बिंदु पर होता है जहां जॉब के लायक है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति किस संगठन में काम कर रहा है अब चाहे व्यक्ति किसी भी संगठन में काम कर रहा हो अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहां है फिर उस जॉब के मूल्य पर ध्यान देना होगा इसलिए मिडल मैनेजमेंट स्तर लोवर मैनेजमेंट स्तर जिस स्तर पर व्यक्ति काम कर रहा है उसका मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार यह बताया गया है कि अधिकारी के लिए पीए अधिकारी से अधिक महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब बस इतना ही है कि जॉब के लायक क्या है और फिर वह बन जाता है सभी को सभी जॉब्स सभी पदों को प्रभावशाली तरीके से संभालने में सक्षम होना चाहिए जॉब्स के बीच वेतन इक्विटी पे प्राप्त करने के लिए निधारित किया जाना चाहिए यह हम सभी जानते हैं कि जब भी हम इक्विटी पे के बारे में बात करते हैं तो यह एक निम्न मध्यम और उच्च है जो कि जॉब के नेचर और वेतन है परफॉर्मेंस और भुगतान संबंध के लिए इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी हम इक्विटी पे बारे में बात करते हैं तो इक्विटी यहां आती है उच्च परफॉर्मेंस उच्च वेतन से मध्यम परफॉर्मेंस मध्यम वेतन से और निम्न परफॉर्मेंस निम्न वेतन से इसलिए इस मामले में यह विशेष बिंदु आप देखेंगे कि इक्विटी वहाँ होना चाहिए यह अंडरपेड नहीं होनीचाहिए और यह ओवरपेड भी नहीं होना चाहिए तो यह विशेष रूप से इक्विटी जॉब इवोल्यूशन में सही है जॉब्स के बीच में इक्विटी पे होना चाहिए अब यहां जब हम परफॉर्मेंस और भुगतान संबंध के बारे में बात और जब हम इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाने हैं इसलिए प्रशिक्षण में इवोल्यूशन की आवश्यकता है हमें जॉब के मूल्य और जॉब परफॉर्मेंस के स्तर को भी जानना चाहिए जब हम जॉब परफॉर्मेंस के स्तर और जॉब के मूल्य के बारे में बात करते हैं तो उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम इस बारे में बात करते हैं कि हम प्रशिक्षण की जरूरतों को समझने में सक्षम हैं क्या इवोल्यूशन या प्रशिक्षण के लिए इवोल्यूशन की आवश्यकता है जो हम कर सकते हैं जॉब इवोल्यूशन परफॉर्मेंस अप्रेजल से अलग है ठीक है हमें इस बात को समझना होगा जब भी हम जॉब इवोल्यूशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात करते हैं तो उस स्थिति में आप पाएंगे कि जब भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात करते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल व्यक्ति के लिए है यह परफॉर्मेंस अप्रेजल कर्मचारी के लिए है इसलिए कर्मचारी के पास परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा जब हम जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो जॉब इवोल्यूशन होगा तो यह परफॉर्मेंस अप्रेजल कर्मचारी के लिए है यह व्यक्ति के लिए है और यह जॉब इवोल्यूशन विशेष नौकरी के लिए है तो जॉब इवोल्यूशन जॉब का मूल्यांकन इवोल्यूशन होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल कर्मचारी का मूल्यांकन अप्रेजल होता है तो जॉब के इवोल्यूशन और कर्मचारी के परफॉर्मेंस अप्रेजल में अंतर है क्योंकि जब हम है परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो है परफॉर्मेंस में हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि किसी विशेष कर्मचारी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है चाहे वह संतोषजनक हो या उसने संतोषजनक परफॉर्मेंस नहीं किया हो और फिर उसी के आधार पर हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि कर्मचारी का परफॉर्मेंस कैसा है लेकिन जब हम जॉब इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं भले ही वह व्यक्ति जो इस विशेष कार्य को कर रहा है क्या वह उस कार्य के या उस नौकरी के लायक हैं और यही अंतर जॉब इवेलुएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच में है परफॉर्मेंस अप्रेजल एक कर्मचारी की जॉब का एक व्यवस्थित विवरण है कि वह क्या काम कर रहा है और संबंधित ताकत और कमजोरियां क्या है किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी से संबंधित क्या ताकतें और कमजोरियां क्या है फिर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात करेंगे जब हम कर्मचारी की ताकत और कमजोरियों का इवोल्यूशन कर रहे हैं लेकिन जब हम किसी विशेष जॉब की ताकत और कमजोरियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जॉब इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे जॉब इवोल्यूशन किया गया है इसलिए जब भी हम जॉब इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा जॉब इवोल्यूशन प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करने के लिए एक विधि है और जिसमें जब हम जॉब इवोल्यूशन करते हैं तो हम समझते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है तब हमें उस विशेष जॉब की ताकत और कमजोरियों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना होगा इवोल्यूशन में जॉब की जानकारी की आवश्यकता होती है ताकि जॉब की जानकारी जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के माध्यम से आए इवोल्यूशन करने वाले व्यक्ति का ज्ञान जो उस विशेष जॉब का इवोल्यूशन कर रहा है उस विशेष जॉब के लिए कितना अनुभव और जागरूक और ज्ञाता है वह व्यक्ति एक क्रॉस फील्ड का व्यक्ति आवश्यक रूप से उतना अच्छा नहीं हो सकता है जो एक स्पेशलाइज और विशेषज्ञ व्यक्ति में योग्यता होगी फिर निश्चित रूप से वह करने में सक्षम होगा वह उस विशेष जॉब का इवोल्यूशन करने के लिए अधिक सक्षम होना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए अलग अलग होंगे जैसे लॉगबुक होगी डाक्यूमेंट्स लॉगबुक होगी एचआर मैनुअल होगा विशेषरूप से इवोल्यूशन रिपोर्ट होगी ये सभी उस विशेष जॉब के बारे में जानकारी बनाएंगे जब भी हम इस विशेष संदर्भ के बारे में बात करते हैं तो उस मामले में जॉब इवोल्यूशन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कंपनी का उद्देश्य होता है किस प्रयोजन के लिए एक विशेष कर्मचारी उस विशेष जॉब में काम कर रहा है इसलिए कंपनी के संदर्भ में जॉब कितनी प्रासंगिक और कितनी उपयोगी है और इससे कंपनी का इवोल्यूशन जॉब के इवोल्यूशन के बारे में स्पष्ट होगा फिर उस विशेष जॉब की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी निवेश कितना है और आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है उस विशेष जॉब के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम उस विशेष जॉब को करने के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं और जब जॉब का परफॉर्मेंस किया जाता है संगठन के लिए एक विशेष जॉब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो महत्व देगा जॉब के इवोल्यूशन के लिए 3 संदर्भ संरचित है यह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में है जहां जॉब और वह अपने महत्व को निर्धारित करेगा कि उस विशेष जॉब का महत्व क्या है अगला स्वामित्व है यही वह कार्य है जो कर्मचारी के बीच एक विशेष स्वामित्व बनाता है यदि कर्मचारी अपनी विशेष जॉब में परफॉर्मेंस करते हैं और वे उसमें एक स्वामित्व बनाते हैं तो निश्चित रूप से यह अत्यधिक मूल्यवान जॉब है लेकिन एक जॉब जिसमें स्वामित्व नहीं है उस विशेष जॉब के लिए अत्यधिक वेटेज नहीं दिया जाएगा संगठन की संस्कृति और क्षेत्र जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है जब भी हम मैन्यु फैक्च रिंग के मामले में उत्पादों और जॉब्स के निर्माण के बारे में बात करते हैं तो उन्हें बहुत महत्व दिया जाता है जबकि एफएमसीजी के मामले में मार्केटिं ग और बिक्री जॉब होगी जिसे अधिक महत्व दिया जाएगा और फिर उस क्षेत्र को भी जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है उदाहरण के लिए आईटी क्षेत्र के लिए उछाल था इसलिए आईटी क्षेत्र में हर काम उनका अत्यधिक इवोल्यूशन किया गया था फिर जब भी हम फार्मास्युटिकल सेक्टर के बारे में फार्मास्युटिकल सेक्टर के दौरान रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है अगर हम एकेडेमिया की बात करें तो एकेडेमिया में आपको यह भी पता चलेगा कि फैकल्टीका काम बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ये प्रकार ये कुछ निश्चित उदाहरण हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा कि जॉब का इवोल्यूशन कैसे किया जा सकता है क्षेत्र की विशेषताओं की पहले से ही मैंने चर्चा की है वह है फार्मास्युटिकल एफएमसीजी मैन्यु फैक्च रिंग होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटल एकेडेमिया इसलिए ये क्षेत्र श्रेणियां हैं और उस संदर्भ में कौन सी जॉब अधिक महत्वपूर्ण हो रही है और पहले से ही कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं अब जब हम जॉब के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का दू सरा उद्देश्य जॉब का उद्देश्य है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम जॉब के डाइमेंशन के बारे में बात करते हैं तो जॉब्स के कई आयाम हैं तो यहां तक कि सेमी स्किल्ड जॉब भी हो सकती है इसलिए इस प्रकार की जॉब्स के लिए ऑपरेशनल स्किल्स की आवश्यकता होगी लेकिन आवश्यक रूप से कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है जबकि बहुत स्किल्ड जॉब है ऑपरेशनल स्किल्स के साथ व्यावसायिक योग्यता दोनों के संयोजन की आवश्यकता है और अगर अत्यधिक महत्वपूर्ण काम है तो जवाबदेही भी बहुत अधिक होगी इसलिए मैनेजमेंट के संदर्भ में जब हम मैनेजरियल पोजीशंस के बारे में बात करते हैं तो जवाबदेही आउटपुट परिणाम होंगे और यहां ध्यान देना दिलचस्प है कि एक विशेष व्यक्ति जो काम कर रहा है वह काम के केवल आउटपुट के लिए जिम्मेदार नहीं है वहाँ कुछ प्रासंगिक और जुड़े हुए काम हैं इसलिए हम जो भी काम करते हैं पहले या बाद में ऊपर या नीचे इन सभी डाइमेंशन विशेष जॉब के लिए मूल्य पैदा करेंगे इसलिए यदि यह वह टास्क है जो वहां है और फिर जब हम जवाबदेही के बारे में बात करते हैं तो इन विशेषटास्क के लिए सभी डाइमेंशन के समर्थन की आवश्यकता होती है पिछले विभाग पिछले वर्गों और इस विशेष जॉब्स के लिए अनुभाग जॉब का काम नोट किया जाना है या वह व्यक्ति जो काम कर रहा है जिस जॉब का समर्थन किया जाना है जैसे टेक्निकल जॉब मशीनरी जॉब जिसकी आवश्यकता होगी समर्थन सुविधा की जॉब है तो इन सभी डाइमेंशन इस विशेष संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है यदि ऐसा है तो उस स्थिति में यह पाया जाएगा कि उस विशेष टास्क की जवाबदेही बहुत अधिक है जॉब के नेचर और स्वामित्व जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यदि मैं जॉब को कनटेक्स्ट के साथ जोड़ना चाहता हूं तो जवाबदेही उस विशेष व्यक्ति के स्वामित्व को बनाती है इसलिए जब हम जॉब इवोल्यूशन कर रहे हैं तो हमें एक ट्रेनर भी होना चाहिए एक ट्रेनर को इस विशेष स्लाइड से क्या देखना है ट्रेनर को यह देखना होता है कि क्या जवाबदेही है यह किस प्रकार की जवाबदेही है जॉब क्या है और इस विशेष कार्य को करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटीज क्या है और अगर अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटीज बहुत अधिक हैं तो यह स्वामित्व ले रहा है इसलिए स्वामित्व और जवाबदेही के बीच सीधा संबंध है उच्चतर जवाबदेही की पूर्तिहै तो उच्च स्वामित्वभी है जवाबदेही की पूर्ति कम है तो स्वामित्व की भावना भी कम है और इसलिए उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जवाबदेही और स्वामित्व के बीच संबंध बना रहे हैं अगला कौशल ज्ञान और अनुभव के बारे में है जो किसी विशेष जॉब के लिए आवश्यक है इस विशेष जॉब की आवश्यकता होगी यही कौशल ज्ञान और अनुभव के प्रकार की आवश्यकता है यदि कौशल वे अत्यधिक विशिष्ट हैं तो उन्हें उच्च डिग्री स्तर की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से उस मामले में विशेषरूप से इवोल्यूशन को उच्च स्तर पर ले जाएगा अब जब हम ज्ञान के स्तर के बारे में बात करते हैं तो पहले के मॉडल में मैंने उल्लेख किया था ज्ञान स्तर 1 ज्ञान स्तर 2 ज्ञान स्तर 3 ज्ञान स्तर 4 और ज्ञान स्तर 5 यदि ज्ञान के 5 स्तर हैं तो उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विशेषरूप से जॉब इवोल्यूशन किया जाता है अनुभव अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है नेतृत्व की स्थिति होती है अधिक अनुभव वाले व्यक्ति को काम पर रखा है तो यह जॉब के इवोल्यूशन में अधिक वेटेज weightage पैदा करेगा हां यह है कि इस विशेष जॉब के लिए बहुत वर्षों के अनुभवों की आवश्यकता होगी और इसलिए यह अधिक जवाबदेह बन रहा है तो इसमें अधिक अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी है कुछ चुनौतियां हैं जो हर काम से जुड़ी हैं इसलिए प्रत्येक जॉब को एक विशेष चुनौतियों से जुड़ा होना आवश्यक है और ये चुनौतियाँ सही होंगी यह पर्यावरण से आ सकती हैं और अगर पर्यावरण के कारण चुनौतियाँ हैं या किसी सामाजिक कारणों या कानूनी कारणों या टेक्निकल कारणों के कारण हैं तो उस स्थिति में ये विशेष टास्क जिन्हें अधिक चुनौतियों को संभालना है और चुनौतियों का स्तर बहुत अधिक है चुनौतियों का स्तर है अनिश्चितता चुनौतियों का स्तर अप्रत्याशित है और फिर जॉब परफॉर्म करना है उन प्रकार की मुख्य चुनौतियों को संभालना है फिर निश्चित रूप से जॉब का इवोल्यूशन उस विशेष जॉब में उच्च भार होगा अब हम जॉब इवोल्यूशन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जॉब इवोल्यूशन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों से स्वीकृति प्राप्त कर रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किस प्रकार की विशेष जॉब को कर्मचारियों द्वारा स्वयं स्वीकार किया जाता है और ट्रेड यूनियनों द्वारा इस विशेष जॉब की स्वीकृति प्रदान की जाती है यदि जॉब को कर्मचारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है तो जॉब को मान्यता दी जाती है निश्चित रूप से हमारे पास जॉब इवोल्यूशन समिति बन सकती है जॉब इवोल्यूशन समिति का काम उस विशेष जॉब को उस समय उस स्थान पर वर्गीकृत करना है जहां उसे रखा जाना है खोजने के आधार पर जॉब्स का इवोल्यूशन किया जाना सही है इसलिए जब समिति इस बारे में बात करेगी कि ये ज्ञान और कौशल है जैसा कि हम इस विशेष स्लाइड में बात करते हैं यह ज्ञान कौशल अनुभव अकाउंट बिलिटी है यह बहुत महत्वपूर्ण है जब फिर हम इस बारे में बात करते हैं की ज्ञान कौशल अनुभव अकाउंट बिलिटी से मुख्य चुनौतियां भी उस विशेष जॉब से संबंधित हैं फिर उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जॉब का इवोल्यूशन कैसे किया जाए अब इसके आधार पर जॉबडिस्क्रिप्शन को तैयार किया जाता है और एनालाइज किया जाता है जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया है कि यह जॉब एनालिसिस और जॉबडिस्क्रिप्शन है यहाँ यह तैयारी होगी जिसमें जॉबडिस्क्रिप्शन होगा इसलिए उस जॉबडिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखा जाना चाहिए ये जॉबडिस्क्रिप्शन जॉब इवोल्यूशन के तरीके का चयन करने देंगे इसलिए जॉबडिस्क्रिप्शन के आधार पर हम जॉब इवोल्यूशन प्रक्रियाओं के बारे में फैसला करेंगे वह कौन सी विधि है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा वह यह है कि किस विधि का उपयोग जॉब के इवोल्यूशन के लिए किया जाना है जॉब के इवोल्यूशन के तरीकों पर हम जॉब्स को वर्गीकृत करेंगे चाहे वह उच्च स्तर की जॉब हो या यह स्किल्ड जॉब हो या यह सेमी स्किल्ड हो अनस्किल्ड जॉब हो इंजी निय रिंग जॉब हो प्रोफेशनल जॉब हो इंजी निय रिंग प्रोफेशनल जॉब हो मैंनेजीरियल प्रोफेशनल जॉब्स हो जॉब्स को वर्गीकृत करने के बारे में बात करेंगे फिर इसके आधार पर प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाएगा और प्रक्रिया को समय समय पर पुन वितरित किया जाएगा और फिर तदनुसार जॉब इवोल्यूशन प्रक्रिया की जाएगी अब यहाँ मैं बल्लारपुर इंडस्ट्रीज से जॉब के इवोल्यूशन का एक उदाहरण लेना चाहूंगा यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि बल्लारपुर इंडस्ट्री किस तरह से एक जॉब के गुण और महत्व की तुलना करता है दू सरा वहां आप देखते हैं कि जॉब्स की संख्या एन है हर काम में अत्यधिक महत्वपूर्ण टास्क होता है जो कि जिस भी स्तर पर काम होता है वहां किया जाना है चाहे वह जॉब का अस्किल का ही क्यों ना हो लेकिन हर काम समग्र संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि यह दू सरी जॉब से जुड़ा हुआ है इस इंडस्ट्री में उन्होंने क्या किया है फ्लै ट निंग ऑर्गेनाइजेशन के मद्देनजर जॉब इवोल्यूशन का चार्ट प्रोफाइल तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है अब आप देखते हैं कि यह हमेशा पाया गया है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हर स्थिति जो जॉब एक निश्चित अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटीज के साथ सौंपा जाना है इसलिए फ्लै ट निंग ऑर्गेनाइजेशन के मद्देनजर इसका अत्यधिक महत्व है इसलिए संगठन के इस स्तर पर अधिकार जिसका संबंध अथॉरिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज से होना है यदि अथॉरिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज को प्रदान किया जाना है इस विशेष जॉब के साथ तो निश्चित रूप से उस मामले में दीर्घ कालिक कैरियर प्ला निंग आप देखते हैं कुछ लोग हैं वे केवल जॉब्स में रुचि रखते हैं कुछ लोगों कैरियर में रुचि रखते हैं तो यह कैसे एक जॉब और कैरियर के बीच एक अंतर बनाता है जॉब है जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है उसका विकास की ओर ज्यादा झु काव नहीं है वह संतुष्ट महसूस कर रहा है कई बार संगठन में प्लेटो के उदाहरण हो सकते हैं संगठन के इस प्रकार के प्लेटो यह बताते हैं कि वे आगे रुचि नहीं ले रहे हैं और फिर वे जो भी काम कर रहे हैं वे कह रहे हैं ठीक है पर्याप्त मुझे मिल रहा है और यह मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है और फिर वे आगे रुचि नहीं ले रहे हैं उनके करियर के निर्माण में लेकिन जब हम इस विशेष जॉब इवोल्यूशन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं और विशेष रूप से इस इंडस्ट्री में उन्होंने लंबी अवधि के कैरियर की प्ला निंग के बारे में बात की है वर्तमान स्थिति में भी एंप्लाइज टर्नओवर को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी एचआर डिपार्टमेंट को प्लानिंग करना पड़ता है वह युवा पीढ़ी में बहुत अधिक है और वह पहले की तुलना में बहुत लंबे समय तक काम नहीं रह सकता है शुरुआती दिनों में एंप्लाइज लंबे समय तक काम कर रहे थे अब इसलिए ये लंबी अवधि के कैरियर प्ला निंग कई बार लोगों के एक निश्चित वर्ग को आक र्षि त करती हैं जो लोग उस संगठनमें अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण जारी रखना चाहते हैं यदि यह स्थिति है तो उस स्थिति में कैरियर की योजना बनाई जानी है और व्यक्तियों के कैरियर की योजना में यह दीर्घकालिक कैरियर योजना बनाने में मदद करेगा और संगठन को भी मदद करेगा रिवॉर्ड सिस्टम का राशनलाइजेशन होगा अब आप देखते हैं कि उद्योग कोशिश कर रहे हैं जैसे बल्लारपुर इंडस्ट्रीज के इस विशेष उदाहरण में उन्होंने क्या किया है उन्होंने कुछ जॉब्स की पहचान की है कुछ जॉब्स में दीर्घकालिक कैरियर प्ला निंग की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने पाया कि एक निश्चित कर्मचारी है कुछ निश्चित जॉब्स हैं वे लोग जो किसी विशेष जॉब्स में काम कर रहे हैं और वे संगठन को दू सरे कुछ युवा लोगों या नई पीढ़ी के बच्चे की तरह नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि तब वे जॉब्स से चिपके रहते हैं और एक लंबी अवधि के कैरियर की आवश्यकता होती है और जिसके परिणामस्वरूप यदि व्यक्ति लंबे समय तक जारी है तो निश्चित रूप से एक रिवॉर्ड सिस्टम का पालन करना होगा और अगर रिवॉर्ड सिस्टम है तो उस स्थिति में एम्पलाई रिटेंशन वर्तमान जॉब में बेहतर परफॉर्मेंस की संभावना बहुत उच्च स्तर हो जाती है वीपी एचआर ने यहां बताया कि यह विशेषरूप से बल्लारपुर इंडस्ट्रीज का उदाहरण यदि आप समझना चाहते हैं कि कौन सी जॉब कहाँ जाती है तो निश्चित रूप से जॉब इवोल्यूशन ऐसा करने का एकमात्र तरीका है इसलिए इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण बयान है कि यदि आप यह समझना चाहते हैं कि कौन सी जॉब हैरारकी में कहाँ है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है अथॉरिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज उस विशेष जॉब के स्वामित्व उस विशेष संगठन के लिए कितना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जॉब इवोल्यूशन एकमात्र महत्वपूर्ण अधिकार है जो ऐसा करने का तरीका है आप समझेंगे कि यह विशेष जॉब कहाँ जाती है कंपनी हे जॉब इवोल्यूशन के चार्ट विधि का उपयोग करती है जो उन्होंने हे ग्रुप कंसल्टेंसी फर्म के नेतृत्व में किया है और इस विशेष संगठन में उन्होंने क्या किया है उन्होंने एक विशेष चार्ट विकसित किया है और इस चार्ट में उन्होंने जॉब की रैं किंग के आधार पर एक हैरारकी में वर्गीकृत किया है उनकी रैं किंग के आधार पर और उन्हें जॉब के महत्व के आधार पर निश्चित रूप से रिवॉर्ड सिस्टम प्रदान किए जाएंगे बल्लारपुर इंडस्ट्रीज में 1300 से अधिक मैनेजमेंट जॉब्स हैं यदि किसी विशेष जॉब में बहुत सारे कार्य हैं तो निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी जॉब्स को कैसे वर्गीकृत कर रहे हैं आप प्रत्येक और हर जॉब के लिए रिवॉर्ड सिस्टम कैसे बना रहे हैं आप कैसे ज्ञान कौशल पैदा कर रहे हैं और उस विशेष जॉब के लिए स्वामित्व और वह केवल जॉब इवोल्यूशन की सहायता से संभव है तो यह कैसे ट्रे निंग नीड एसेसमेंट में मदद करता है जब भी हम यहां जॉब्स के नेचर को वर्गीकृत करने में सक्षम होते हैं जब भी हम जॉब की प्रवृत्ति को समझने में सक्षम होते हैं जब भी हम जानते हैं कि ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझते हैं तब हम ऐसा करने के लिए आवश्यक स्वामित्व के बारे में जानते हैं स्वामित्व के बिना यह जॉब सफल नहीं हो सकती इसलिए इस विशेष गुण को प्रदान करते हुए जो कि कौशल के बारे में ज्ञान है जो कि उस विशेष जॉब के कार्यों के परिवर्तन या जॉब के स्वामित्व को बनाने के बारे में है और फिर अगर कुछ समस्याएं हैं तो नीड एसेसमेंट की आवश्यकता है पहले यह रेखांकित करें कि क्या अपेक्षित है हम जॉब इवोल्यूशन के आधार पर परफॉर्मेंस की अपेक्षाएं करते हैं जब हम इस विशेष टास्क को करने के बारे में बात करते हैं तो ये पैरामीटर ज्ञान कौशल हैं जॉब के विभिन्न डाइमेंशन का परफॉर्मेंस किया जाना है और जॉब में चुनौतियां हैं समय समय पर सामना करना पड़ता है फिर स्वामित्व के संदर्भ में स्वामित्व बनाने की आवश्यकता होती है और अगर यह वह विधि है जिसे ढूं ढना है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में हम यह बना सकते हैं कि इन बेंचमार्किंग पैरामीटर के बीच में गैप कहां है यदि इन बेंचमार्किंग पैरामीटर का परफॉर्मेंस किया जाता है तो निश्चित रूप से हम जॉब इवोल्यूशन कर सकते हैं और तदनुसार इसविशेष जॉब परफॉर्मेंस में कोई अंतर है तो हम इसके आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम बना सकते हैं जॉब इवोल्यूशन ने कम से कम 200 अतिरिक्त जॉब्स को खत्म करने में सक्षम किया है है ना अब आप देखते हैं कि यह जीई की तरह है जीई का उदाहरण भी जीई में यह भी बताया गया है कि जॉब्स की संख्या सीमित है व्यक्ति नहीं बल्कि जॉब्स को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि यह टेक्नोलॉजी की सहायता से और विभिन्न तरीकों को अपनाकर पाया गया है बहुत सारी जॉब्स की आवश्यकता नहीं है इसलिए इस विशेष जॉब का कोई महत्व नहीं है और जब किसी विशेष जॉब का कोई महत्व नहीं है तो उन विशेष जॉब्स के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो जॉब इवोल्यूशन ने इस बल्लारपुर इंडस्ट्रीज को कम से कम 200 अतिरिक्त जॉब्स को खत्म करने में सक्षम बनाया है जीई इलेक्ट्रिकल में सैकड़ों जॉब्स हैं और उस मामले में आप पाएंगे कि इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है विशेषरूप से 3 कारकों के आधार पर यह पता चलता है कि समस्या समाधान और जवाबदेही जॉब्स की जटिलता का अनुमान लगाना संभव था इसलिए इस तरह से जॉब कैसे की जाती है यह जॉब का ज्ञान है इस विशेष जॉब की समस्याओं को कैसे हल किया जाए और इस विशेष समस्या को हल करने में क्या महत्वपूर्ण है उस विशेष जॉब के प्रति व्यक्ति वह कितना जवाबदेह है और यदि व्यक्ति की जवाबदेही बहुत अधिक है तो उस स्थिति में यह पता लगाना होगा कि जॉब कहां खड़ी है और यदि जवाबदेही का मिलान करना है तो समस्या को हल करने के लिए दृष्टिकोण रखना होगा फिर विभिन्न प्रशिक्षण तकनीकों का उपयोग करना होगा इसलिए उदाहरण के लिए समस्या समाधान जो कि केस स्टडी के तरीके केस स्टडी के तरीकों से मदद मिलेगी कि समस्याओं को कैसे हल किया जाए जवाबदेही के मामले में जवाबदेही को संभाला गया है बिजनेस गेम्स की मदद से यदि कोई जवाबदेही में विफल हो रहा है तो उस स्थिति में इसकी आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को यह विकसित करना होगा कि विशेष जवाबदेही का विकास किया जाए इसलिए जॉब की जटिलता का अनुमान लगाना संभव था और तदनुसार रिवॉर्ड को संभाला था जैसे ही सभी जॉब्स को हे पॉइंट्स से सम्मानित किया गया है वह समस्या को सुलझाने के लिए विशेष रूप से जानता है कि यह जॉब कैसे की जाती है और यदि व्यक्ति किसी विशेष जॉब को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है जॉब की जटिलता का अनुमान लगाने के लिए और जवाबदेही को प्रबंधित किया जाना है और हे कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं और जवाबदेही के आधार पर कंपनी में मौजूदा हैरारकी स्तरों को विकसित करना आसान था इसलिए इस मामले में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज जॉब के इवोल्यूशन के इस विशेष पैरामीटर को बना रहे हैं उदाहरण के लिए जहां अच्छा उदाहरण दिया गया है मान लीजिए कि सीईओ ने 4224 अंक अर्जित किए हैं जबकि सबसे छोटे मैनेजमेंट ट्रेनी ने जवाबदेही जिम्मेदारी समस्या समाधान और पता करने के तरीकों को देखते हुए केवल 115 हे अंक प्राप्त किए हैं फिर तदनुसार व्यक्ति इन बिं दुओं को पूरा करने में सक्षम है या नहीं और यदि कोई विशेष कर्मचारी अंक पाने में सक्षम नहीं है उदाहरण के लिए सीईओ 4224 अंकों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में वह नापा जाएगा कि वह किस क्षेत्र में या उसमें किस कमी की वजह से अंक प्राप्त नहीं किए हैं और यह अंतर कैसे आया है उसके लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा वरिष्ठता के स्तर के अनुसार डिजाइन किए गए थे इसी तरह सभी बिं दुओं पर आते हैं कि सभी जॉब्स को कुछ निश्चित अंक दिए गए थे और कर्मचारियों को इन बिं दुओं को प्राप्त करना चाहिए था और जब भी वे इन विशेष बिं दुओं और वेटेज या अंकों को प्राप्त करने में असफल हो गया हो तो उस स्थिति में प्रशिक्षण किस क्षेत्र में देना है और कहां देना है यह निश्चित करना होगा और अंत में 2 स्तरों के बीच स्पष्ट 15 प्रतिशत का अंतर होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जब भी हम पहचान करने वाले प्रशिक्षण की जरूरतों के बारे में बात करते हैं तो एक निश्चित अंतराल एक न्यूनतम अंतर होना चाहिए उसके बाद ही हम एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन कर सकते हैं और यह 15 प्रतिशत का स्तर विशेष उद्योगों द्वारा दिया गया है हर संगठन यह तय कर सकता है कि यदि कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है तो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत की अनुमति है और प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिज़ाइन किया जा सकता है और पहचाना जा सकता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करें तो यह सब जॉब इवोल्यूशन के बारे में है और जॉब इवोल्यूशन के आधार पर सर्वोत्तम प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को जाना जा सकता है